आज हम लोग कुछ लिनियर अलजेब्रा रूटीन और ओपनएमपी का इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके के लिनियर अलजेब्रा कैसे करते हैं देखेंगे कोड्स को कैसे पैरालाइज करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोड्स सिस्टम आफ लिनियर इक्वेशंस मैट्रिक्स ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं और यह काफी साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं इस कोर्स में हम कुछ साधारण ऑपरेशंस देखेंगे और फिर ओपनएमपी का इस्तेमाल करके इन ऑपरेशंस को पैरालाइज कैसे करते हैं देखेंगे हम कुछ बहुत ही सरल के साथ शुरू करते हैं सबसे बेसिक लेवल पर यहां 3 विभिन्न लिनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस की कैटेगरी है यहां एक लाइब्रेरी ब्लास है और यह साइंटिफिक कंप्यूटेशंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है तो विभिन्न तरीके के लिनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस क्या है जो आप देखेंगे तो पहली श्रेणी है ब्लास लेवल वन यह वेक्टर या वेक्टर वेक्टर तरीके के ऑपरेशंस के लिए है जैसा कि स्केलिंग वेक्टर यूक्लिडियन नॉर्म पता करना और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पता करना फिरआपके पास है ब्लास लेवल टू और इसमें मुख्यता मैट्रिक्स वेक्टर्स ऑपरेशंस आते हैं एक मैट्रिक्स और वेक्टर का प्रोडक्ट पता करना और बहुत से अन्य ऑपरेशंस जैसे कि ट्रायंगुलर सॉल्व इत्यादि और तीसरा कैटेगरी है मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑपरेशंस और सबसे आसान उदाहरण मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है आप दो मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और परिणाम जानना चाहते हैं यह बहुत रोचक है कि ब्लास में मौजूद सभी ऑपरेशन की सहायता से ढेर सारे साइंटिफिक कंप्यूटेशन किए जा सकते हैं इसलिए आप इन रूटीन का इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हल कर सकते हैं आप मैट्रिक्स या मैट्रिक्स वेक्टर्स तरीके के ढेर सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं इसलिए हम शुरू करते हैं सबसे आसान ब्लास वन लेवल रूटीन से स्पष्टता मैं सारे रूटीनस को नहीं देखूंगा लेकिन आप नेट पर जाकर इनके बारे में देख सकते हैं मैं उनमें से कुछ को देखूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप उन्हें पैरालाइज कर सकते हैं तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट से जो कि हम पहले भी देख चुके हैं तो हम क्या करना चाहते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B और हम डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं यानी कि हम पता करना चाहते हैं y ABयह हम लोग पहले भी कर चुके हैं तो आइए पहले सीक्वेंशियल कोड लिखते हैं सीक्वेंशियल कोड कैसा दिखेगा माना आपने वेक्टर्स कि साइज के लिए एक वेरिएबल N लिया है और अब आप इस तरह डॉट प्रोडक्ट की गणना करते हैं 'fori 0 i N i' का एक आसान लूप और आप केवल कहते हैं 'dot AiBi' ठीक है और आरंभ में आप इस डॉट को जीरो से शुरुआत करते हैं और हम यह मानकर चल रहे हैं कि यह सारे फ्लोटिंग प्वाइंट डबल प्रेसीजन फ्लोटिंग प्वाइंट नंबर्स है इसलिए C मैं यह सारे डबल टाइप के हैं इसलिए जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाएहम पूरे डेटा को डबल टाइप का मानेंगे इसलिए यदि मैं इसको पैरालाइज करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा तो मुझे यहां कुछ जगह चाहिए इसे मैं ओपनएमपी का इस्तेमाल करके आसानी से कर सकता हूं इसलिए मैंने केवल यहां ' pragma' लगाया इसलिए आपको याद आ रहा होगा की यह क्या करेगा तो यह दो विभिन्न डायरेक्टिव्स ' pragma omp parallel' और ' pragma omp for' का जोड़ देगा मैंने उनको एक सिंगल डायरेक्टिव में जोड़ दिया है तो यह क्या करेगा इस लूप को थ्रेड्स में बांट देगा जितने भी थ्रेड्स आपने सेट किए हैं उतने थ्रेड्स लॉन्च होंगे और इस लूप को विभिन्न थ्रेड्स में बांट देगा लेकिन यह कैसे बटेगा तो आपको यह बताना होगा की आप कैसे करना चाहते हैं एक क्लोज का इस्तेमाल करके इसे शेड्यूल्स क्लोज कहते हैं इसलिए आप इसे शेड्यूल स्टैटिक या डायनेमिक कह सकते हैं और आप चंक साइज बता सकते हैं स्टैटिक क्या करता है यह केवल इटरेशंस को स्टैटिकली थ्रेड्स में बांटता है यह रनटाइम पर नहीं करता है यह इसके पहले ही करता है कंपाइल टाइम पर यह तय हो जाता है कि कौन सा थ्रेड क्या काम करने जा रहा है जैसे कि अगर आपके अरे की साइज 100 है मान लीजिए कि चार थ्रेड्स है और यदि N का मान 100 है तो यह 0 से 24 तक थ्रेड नंबर जीरो को देगा 25 से 49 तक थ्रेड नंबर वन को देगा 50 से 74 तक थ्रेड नंबर दो को देगा और 75 से 99 तक थ्रेड नंबर 3 को देगा और यह सब कुछ स्टैटिकली होगा यदि आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो मान लीजिए आप छोटे चंक्स चाहते हो मान लीजिए आप काम को 10 के यूनिट्स में देना चाहते हो तब आपको चंक साइज 10 रखना होगा अगर आप कहते हो शेड्यूल स्टैटिक कोमा 10 तो यह क्या करने जा रहा है यह 0 से 9 तक थ्रेड नंबर जीरो को देगा 10 से 19 तक थ्रेड नंबर वन को देगा 20 से 29 तक तक थ्रेड नंबर 2 को 30 से 39 तक थ्रेड नंबर तीन को और फिर फिर वापस से 40 से 49 तक थ्रेड नंबर जीरो को और फिर इसी तरह यह राउंड रोबिन की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा आमतौर पर आप क्या चाहते हैं कि आप इसे स्टेटटिकली नहीं करना चाहते हैं कि कौन सा थ्रेड क्या करने जा रहा है यह इस बात पर निर्भर करता है कि थ्रेड किस तरीके से शेड्यूल किया गया है कुछ थ्रेड्स जल्दी फ्री हो जाएंगे और कुछ थ्रेड्स का अभी भी ढेर सारा काम बचा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि किस आर्डर में उन्हें शेड्यूल किया गया है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप आदर्श रूप से यह चाहते हैं कि यह सब रनटाइम में हो जाए रनटाइम में यह पता लगाना की कौन सा थ्रेड फ्री है जो भी थ्रेड फ्री हो उसे अगले चंक का काम दे दिया जाए अब मुझे इन थ्रेड्स को स्टैटिसटिकली काम ना बांटना पड़े तो मैं शेड्यूल को डायनामिक कह सकता हूं यदि मैं कहता हूं शेड्यूल डायनेमिक है और मैं 10 चंक साइज का इस्तेमाल करता हूं तो 0 से 9 किसी थ्रेड को देगा जो भी फ्री होगा यह कोई भी थ्रेड हो सकता है मान लीजिए यह थ्रेड नंबर जीरो है फिर 10 से 19 तक थ्रेड नंबर 3 को दे सकता है हो सकता उस समय पता चला थ्रेड नंबर 3 फ्री है और फिर 20 से 29 थ्रेड नंबर 2 को 30 से 39 तक थ्रेड नंबर 1 को और 40 से 49 तक हो सकता है कि थ्रेड नंबर 3 को जो सबसे पहले फ्री हुआ है जो अपना काम कर चुका है इसलिए थ्रेड नंबर 3 को काम मिल गया है इसलिए डायनामिकली पता लगेगा कि कौन सा थ्रेड फ्री है और फिर उसे काम दिया जाएगा और आपको चंक साइज बहुत छोटा नहीं रखना है अगर आप चंक साइज 1 रखते हैं तो यह बहुत ही छोटा लूप होगा जो कि बहुत सारा काम नहीं कर पाएगा यदि यह अच्छा काम कर रहा है यह हर इटरेशन में कुछ समय लेगा और फिर यह चंक साइज एक सेट करेगा लेकिन मान लीजिए आप दो नंबरस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और आपने चंक साइज एक सेट कर रखा है तो काम देने मे काम वगैरह आवंटित करने में जो ओवरहेड होगा वह ज्यादा हो जाएगा उन ऑपरेशन के तुलना में जो अंदर हो रहे हैं इसलिए आपको चंक साइज बहुत छोटा नहीं रखना चाहिए तो यदि मैं डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूं तो मैं वेक्टर्स को कैसे डिवाइड करूं क्या एक का चंक साइज सही रहेगा क्या 100 का चंक साइज सही रहेगा स्टूडेंट यह कैश साइज के आधार पर होना चाहिए कैश साइज के आधार पर कैश डॉट प्रोडक्ट में क्यों महत्वपूर्ण है इसलिएकैश को इफेक्टिव होने के लिए 2 में से एक चीज होनी पड़ेगी या तो डाटा कांटीगुअस हो जिसे आप एक्सेस कर रहे हैं और या आप डाटा को बार बार इस्तेमाल कर रहे हों तो इस केस में हम लोग डाटा को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं जब आप डाटा को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तब कैश साइज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डाटा आप कैश में रखना चाहते हैं जिससे कि आप उसको फिर से इस्तेमाल कर सकें और वह कैश में मौजूद रहे वह कैश से बाहर न जाए तो कैश के बार बार इस्तेमाल से मुझे फायदा नहीं होने जा रहा है लेकिन लोकेलिटी खेल में शामिल होने जा रहा है इसलिए यदि आप कोई डाटा लोड करते हैं तो यह पूरे कैश लाइन पर लोड होता है और फिर मैं कैश लाइन के अन्य एलिमेंट्स को एक्सेस करने जा रहा हूं क्योंकि मैं डाटा को कॉन्टिगोअसली एक्सेस कर रहा हूं इसलिए कैश महत्वपूर्ण है लेकिन कैश साइज महत्वपूर्ण नहीं है कैश लाइन साइज महत्वपूर्ण है एक कैश लाइन का साइज क्या है एक कैश लाइन में 4 एलिमेंट्स आते हैं या 8 एलिमेंट्स आते हैं यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कैश में आपको उतने बाहर एक्सेस करना होगा लेकिन कैश साइज महत्वपूर्ण नहीं है वह तब महत्वपूर्ण होता है जब आप कैश से बार बार डाटा का इस्तेमाल करते हैं यहां एक और रोचक चीज है जो कैश के साथ होती है आजकल के आर्किटेक्चर उसे सपोर्ट करते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रीमिंग एक तरीके का प्री फेचिंग यदि आप डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हैं ऐसा होता है डॉट प्रोडक्ट में या सकेलिंग वेक्टर के केस में जब भी आप किसी वेक्टर को एक्सेस करते हैं उस समय आप डाटा को सीक्वेंटीली एक्सेस कर रहे होते हैं इसी को स्ट्रीमिंग कहते हैं आप सट्रीम ऑफ डाटा पर काम कर रहे हैं यदि आप डाटा को सीक्वेंसली या कॉन्टिगोअसली एक्सेस कर रहे हैं तब क्या करता है की वह इसका पता कर लेता है आपने शायद पहला एलिमेंट एक्सेस किया और यह कैश में आ गया लेकिन यह पूरे कैश लाइन पर आया है अब आपने यह एलमेंट एक्सेस किया है आपने यह एलमेंट एक्सेस किया है और फिर आपने अगले सीक्वेंशियल एलिमेंट को एक्सेस किया है उस समय पूरा डाटा कैश लाइन में आ गया इसलिए अब यह पता लगाने के योग्य हो गया कि लगभग शायद आपने दो कैश लाइन को सेट किया है या आर्किटेक्चर को पता चल गया है कि आप डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हैं वह काफी बुद्धिमान है और अब उसने क्या करना शुरू किया कि आपके बिना अगले एलिमेंट को एक्सेस किए यह अपने आप कैश में प्रीफेच करना शुरू कर देगा इसलिए आपको जो एक एलिमेंट की लेटेंसी लग रही थी जब आपके पास कैश लाइन खत्म हो गए थे और अगले एलिमेंट के लिए आपको मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा था तो आपको एक मेमोरी लेटेंसी लग रही थी अब वह भी खत्म हो गई इसने पता लगा लिया कि कि आप डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हैं और वह अपने आप डाटा को कैश में प्रीफेच करने लगेगा इसी को कहते हैं स्ट्रीमिंग प्री फेचिंग जिसका आपको पता होना चाहिए इसलिए डाटा को सीक्वेंशियल एक्सेस करना हमेशा अच्छा होता है कॉन्टिगोअसली ऐसा करके आप आर्किटेक्चरल फीचर्स के ढेर सारे फायदे उठा सकते हैं तो हम कैसे डॉट प्रोडक्ट के लिए काम को बांटना चाहते हैं इन वेक्टर्स के प्रोसेसिंग के लिए मैं कैसे बांटना चाहता हूं कैसे मैं हर थ्रेड को कुछ काम करने के लिए कुछ चंक देना चाहता हूं Student Equally to the all threads स्टूडेंट सभी थ्रेड को बराबर सभी थ्रेड को बराबर ऐसा करने से क्या नुकसान है जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है केवल एक नुकसान है कि किसी कारण से थ्रेड्स शेड्यूल नहीं हो पा रहे हैं क्या संभव कारण हो सकता है लगभग आमतौर पर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो हम रन करते हैं उनमें कुछ डेमोंसdemons होते हैं जो समय समय पर जागते रहते हैं और कुछ करते हैं जैसे कि क्लॉक इंटरपट फाइल सिस्टम सर्वर नेटवर्क डिवाइस सर्वर इत्यादि तो यह डैमंस समय समय पर जगते हैं अगर उनमें से एक डेमन जग चुका है तो आपका थ्रेड शेड्यूल नहीं होगा आप 1 तरह के वेटमोड में चले जाएंगे इसलिए ऐसा हो सकता है कि कोई थ्रेड शेड्यूल ना हो पाए इसलिए काम का बराबर वितरण कर रहे हैं और एक थ्रेड फस गया तो आपका पूरा डॉट प्रोडक्ट की गणना इंतजार कर रही है इस थ्रेड को वापस आने के लिए जिससे कि वह अपना काम पूरा कर सके तो इसका अच्छा वैकल्पिक उपाय क्या है स्टूडेंट जो भी कंपाइलर फ्री हो फिर मैं क्या कहूंगा शेड्यूल डायनामिक मेरा चंक साइज कितना होना चाहिए पूरे का एक चौथाई तो नहीं तो यदि मेरे पास मान लीजिए एक मिलियन एंट्रीज है जिस पर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं तो हजार या 10000 सही रहेगा मैं इसे बहुत छोटा नहीं रखना चाहता मैं बहुत बड़ा नहीं रखना चाहता यदि मैं इसे छोटा रखता हूं तो डायनेमिक शेड्यूलिंग का ओवरहेड बहुत बढ़ जाएगा और यदि मैं इसे बहुत बड़ा रखता हूं तब मुझे अच्छा लोड संतुलन नहीं मिल पाएगा क्योंकि अंत में जिस थ्रेड के पास ज्यादा काम होगा वह फंस सकता है और उसे आने में देरी हो सकती है तो मैं इसे हजार रखता हूं यह अनुचित नहीं रहेगा इसलिए आवश्यक रूप से मैं क्या कर रहा हूं मैं केवल इस वेक्टर को बांट रहा हूं चंक्स में और जब प्रोसेसर फ्री रहेगा तो वह आएगा और एक्सेस करेगा स्टूडेंट तो क्या यह सही रहेगा अगर हम उसे डायनेमिक सिनेरियो में बराबर में बांटे इसे डायनेमिक सिनेरियो में बराबर में बांटे मानते हैं कि हमारे पास दो थ्रेड है हर थ्रेड का चंक साइज 100 है और हमारे पास एक डाटा है जिसको 3 चंक्स में बांटा है और जिस की साइज 100 है यह क्या होगा कि यहां 300 इटरेशंस है मैंने इसे तीन चंक्स में बांटा है और प्रत्येक की 100 ईटरेशंस है और अब मैं इसे प्रोसेसर पर शेड्यूल करना चाहता हूं तो यदि चंक साइज 100 है तो इस केस में क्या होगा मानते हैं कि थ्रेड 0 इसे रन करना शुरू किया और थ्रेड वन किसी कारण वश कुछ समय तक शेड्यूल नहीं हो पाया तो शायद वह 50 ऑपरेशंस करने के बराबर होगा आधा समय बर्बाद हो गया इसने थ्रेड को शेड्यूल नहीं कर पाया और अंततः वह जगा और थ्रेड को शेड्यूल किया और फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर थ्रेड जीरो फ्री हो गया और अब इसने अंतिम बचे हुए काम को लिया और उसे एग्जीक्यूट किया और फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह थ्रेड खाली बैठ गया अगले 50 साइकिलस तक कुछ नहीं किया आइए मानते हैं कि एक इटरेशन में इसे एक साइकिल लगता है तो इसने 50 साइकिल बर्बाद कर दिया जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते 50 साइकिल बर्बाद हो गए अगर हम छोटे चंक्स रखते तो क्या होता यदि चंक साइज 10 की होती है तोक्या हुआ होगा कि उनमें से लगभग 10 को यहां शेड्यूल किया गया होगा तो आपने यहां 100 काम किए होंगे और इस बिंदु तक आपने कितना काम किया होगा तो 100 काम यहाँ किया गया होगा तो 50 काम यहाँ किया गया होगातो 100 काम यहाँ किया गया होगा तो लगभग 250 काम की इकाइयाँ इस समय तक किया गया और अब आप आपके पास कितना काम बचा है 50 इकाइयां लेकिन क्योंकि आप का चंक साइज 10 का है दोनों इसे एक साथ शेड्यूल करेंगे और हो सकता है कि यह इसे लंबे समय तक शेड्यूल करें तो 30 इकाइयों में आपका काम हो गया जबकि इस केस में 50 इकाइयां बर्बाद हो गई तो यह छोटा लगता है लेकिन आप ऐसे उदाहरण बना सकते हो जहां यह बहुत बड़ा हो जाता है तो आप उतना ही समय बर्बाद कर सकते हैं जितना चंक की साइज होगी अगर यह काम यही खत्म हो गया तो मैं एक दूसरा उदाहरण बनाता हूं तो 100 इकाइयां मान लेते हैं कि पहली 10 इकाइयां फ्री हो गई और फिर 100 इकाइयां और फिर 100 इकाइयां तो क्या हुआ लगभग 90 इकाइयां बर्बाद हो गई तो छोटा चंक साइज हमेशा सहायता करता है बड़े चंक साइज के साथ हमेशा एक काम होगा जो भी अंतिम में शेड्यूल होगा बाकी सब फ्री हो जाएंगे वे सभी उस अंतिम के लिए इंतजार करेंगे और जो उस काम के बराबर होगा जितना काम उस थ्रेड को करना है उस चंक साइज के बराबर लेकिन छोटे चंक साइज के साथ संतुलित हो जाता है हर कोई उस काम को साझा कर सकता है लेकिन फिर से आप इसे बहुत छोटा नहीं बनाना चाहते क्योंकि यदि आप इसे बहुत छोटा बनाते हैं तो आपके ओवरहेड्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्टूडेंटओवरहेड्स के महत्वपूर्ण होने का क्या मतलब है तो इसे कुछ काम करना होगा हर समय जब एक चंक समाप्त होगा तो उस समय कंपाइलर क्या करेगा कंपाइलर वहां कुछ कोड को सब्सीट्यूट करने जा रहा है जो चेक करेगा कि कौन सा थ्रेड फ्री है उस थ्रेड को लेगा उसे डायनामिकली काम दे देगा क्योंकि तुम थ्रेड फ्री थे इसलिए यह काम तुम्हें दिया जाता है यह कैसे होगा इसे मेमोरी में कुछ डाटा स्ट्रक्चर भरना होगा जो कि उस थ्रेड को बताएगा की इस सूचना के आधार पर काम शुरू करो तो यह सब कुछ करना है तो यह सब ओवरहेड्स है और यह हर बार करना होगा जब कोई चंक समाप्त होगा क्योंकि इसे डायनामिकली पता करना होगा कि अगला काम मुझे किसे देना है तो प्रोसेसिंग वहां शामिल है इसी ओवरहेड की हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंटसर क्या चंक साइज़ को चुनने का कोई ऑप्टिमल तरीका है क्या चंक साइज़ को चुनने का कोई ऑप्टिमल तरीका है मान लीजिए कि मैं 10 साइकिल के बराबर का काम एक इटरेशन में कर रहा हूं और ओवरहेड लगभग 40 साइकिल का है मैं सिर्फ मनमाने ढंग से संख्याएँ ले रहा हूँ तो इतना काम मैं एक इटरेशन में कर रहा हूं इसे 10 नैनोसेकंड के रूप में सोचें और डायनामिक शेड्यूलिंग करने में 40 नैनो सेकंड का ओवरहेड लग रहा है फिर मैं कम से कम शेड्यूल के बारे में जानना चाहूंगा मैं चाहता हूं कि यह 4000 साइकिल हो ताकि यह लगभग 1 प्रतिशत ओवरहेड हो जाए मैं 1 प्रतिशत से अधिक ओवरहेड नहीं करना चाहता

तो मैं इसे लगभग 4000 साइकिलस का चयन करूंगा जिसका क्या मतलब है जिसका मतलब है कि के एक चंक साइज 400 का होना चाहिए यह करने का एक तरीका है आप सबसे छोटा चंक साइज चुनना चाहते हैं जिसके लिए ओवरहेड बहुत बड़ा न हो क्योंकि छोटे चंक साइज का अर्थ है कि अंत में आप थ्रेड्स के बीच अच्छा लोड संतुलन प्राप्त करने जा रहे हैं तो आप एक छोटा चंक साइज चुनना चाहते हैं तो वह डॉट प्रोडक्ट था अतः कहानी का सार यह है कि हमने इसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया है शायद 100 एलिमेंट्स या कुछ ऐसे ही मैंने शेड्यूल डायनेमिक कहा इसलिए जिस समय भी कोई थ्रेड फ्री होगा वह एक चंक लेगा और चला जाएगा इसे रन करेगा और क्योंकि यहां कम से कम 100 एलिमेंट्स या हजार एलिमेंट्स है इसे डाटा लोकेलिटी का फायदा मिलेगा जो कुछ भी यह कैश में लोड कर रहा है और स्ट्रीमिंग भी शुरू हो जाएगा तो यह अच्छा प्रदर्शन प्राप्त करने में सक्षम है